आइए हम काइनेमेटिक्स पर चर्चा जारी रखें हमने पहले कुछ प्रश्नो के उदाहरण को देखा था हम उस प्रक्रिया को जारी रखने जा रहे हैं हम कुछ और प्रश्नो के उदाहरण को देखने जा रहे हैं तो आज के लिए यह हमारा पहला उदहारण है इसे हम क्रैंक स्लाइडर मैकेनिस्म कहते है तो वास्तव में यह एक बार AB है जो A के चारों तरफ घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है और D पर एक पिन जॉइंट है जिस पर दो बार AB और BC मिलते हैं अब C एक स्लाइडर है जो इस 4 3 5 त्रिकोण पर एक ग्रूव में मूव करने के लिए बाधित है और हमारे पास कुछ लंबाई है बार AB में A की एंग्युलर वेलोसिटी और एंग्युलर एक्सेलरेशन है हमें बार BC की एंग्युलर वेलोसिटी और एंग्युलर एक्सेलरेशन के साथ साथ स्लाइडर की लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन की अपनी गणनाओं का उपयोग करने जा रहे हैं जिन्हें हमने पिछले दो उदाहरणों में भी इस्तेमाल किया था तो हम बार AB से शुरू करेंगे और यहरिलेटिव वेलोसिटी का नियम है A की वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि यह फिक्स्ड है तो इस विशेष उदाहरण में लंबाई मेंहैहै कार्टिसियन कोआर्डिनेट सिस्टम में होता है तो यह बिंदु B इस दिशा में आगे बढ़ रहा है अत B की वेलोसिटीहै आइए अब हम बार BC के लिए भी यही विश्लेषण कर C की वेलोसिटी प्राप्त करें है यह B की वेलोसिटी जो ज्ञात है एवं B द्वारा देखी गयी C की वेलोसिटी vCB का योग है जहाँ vCB B द्वारा देखे गए C के r rCBएवं के गुणनफल के बराबर है vCBrCBe2 मैग्निट्यूड इस बार की लंबाई 15 मीटर के बराबर है और ना तो हमें एंग्युलर वेलोसिटी ज्ञात हैं ना ही हमें एंग्युलर एक्सेलरेशन ज्ञात हैं ये दो राशियां हैं जिन्हें हमें ज्ञात करना है और इसके अलावा ग्रूव में हम इस स्लाइडर BC की वेलोसिटी को नहीं जानते हैं तो आइए देखें कि यह B द्वारा देखे गए C का r अर्थात rCB एवं का गुणनफल हमें क्या बताता है तो आइए देखें कि हम C की वेलोसिटी के बारे में क्या जानते हैं वह वेक्टर है इसकी वेलोसिटी है इस दिशा के अनुदिश यूनिट वेक्टर मैं इसे कहूंगा यह वो यूनिट वेक्टर है जिसके अनुदिश बार मूव कर सकता है तो आइए हम उस आरेख को यहाँ आरेखित करते हैं तो यह बार BC है यहहै इसे यूनिट वेक्टरपर होना चाहिए वही है जो हम जानते हैं जो इस दिशा में है अब अगर मुझे पता है कि यह त्रिकोण 4 3 5 पर इस तरह से है तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से उस पर एक लंबवत रेखा खींचता हूं तो इसके अनुदिश एक यूनिट वेक्टरहोगा क्योंकि मुझे पता है किइस दिशा में है तो यहयदि 4 3 5 त्रिभुज पर है तो यह 3 4 5 त्रिभुज पर होगा मूल रूप से यह एक तथ्य है कि ये दो रेखाएँ लंबवत हैं और इस 3 4 5 त्रिभुज के लिए आप केवल साइड्स को आपस में बदल लेते हैं और यह अनिवार्य रूप से इस तथ्य के बराबर है कि होता है तो अब इस त्रिभुज पर है तो यह वह दिशा है जिसके अनुदिश B द्वारा देखी गयी C की वेलोसिटी हो सकती है हमने इस बारे में दूसरे तरीके से चर्चा की कि बार CB के अनुदिश C का घटक नहीं हो सकता है इसमें एक घटक केवल बार CB के लंबवत हो सकता है तो चलिए इसे पूरा करते हैं आइए हम इस समीकरण में जो भी जानकारी ज्ञात हैं उसे व्यक्त करते हैं हम जानते हैं कि इसकी स्पीडहै और दिशा इसके अनुदिश है यह vB 14 ex एवं गुणित गुणित के योग के बराबर है जहा अज्ञात है

तो अगर मैं इस को पूरा करता हूं तो यहहोगा तो सबसे पहले मैंऔरके अनुदिश घटकों को समीकृत कर सकता हूं मेरे पास दो अज्ञातऔरहैं जिन्हें मैं इन दो समीकरणों से हल कर सकता हूं तो मैं समीकरण से शुरू करता हूं जो मुझे बताता है किहै औरघटक मुझे बताता है किहै यदि मैं को प्रतिस्थापित करता हूँ तो प्राप्त होता है तो जिसका मतलब है की है तो यह बार यह स्लाइडरकी स्पीड से आगे बढ़ रहा है निश्चित रूप से यह ग्रूव के भीतर मूव करने के लिए बाधित है बार की स्वयं की एंग्युलर वेलोसिटी है मैं एक बार फिर इसे दोहराऊंगा कि बार की एंग्युलर वेलोसिटीहै यह किसी बिंदु के सापेक्ष नहीं है प्रत्येक बिंदु की हर दूसरे बिंदु के सापेक्ष एक समान एंग्युलर वेलोसिटी होती है तो अब हम एक्सेलरेशन के भाग पर आते हैं तो हम बार AB से प्रारंभ करेंगे आइए हम उस जानकारी को प्रतिस्थापित करें जो हमारे पास आरेख में थी और और यह लंबाई है तो B के एक्सेलरेशन के दो घटक हैं जोहै यह कोआर्डिनेट सिस्टम को निर्धारित कर केवल हमारे रेफरेंस फ्रेम को प्राप्त करने के लिए है तो B के एक्सेलरेशन में ही दो घटक होते हैं एक नार्मल घटकहै और फिर एक टेंजेनशीयल घटक है जो इसमें एक एक पद द्वारा दर्शाया गया है नार्मल घटकहै आइए इसे a में लिखें यदि हमको प्रतिस्थापित करते हैं तो इससे मुझेप्राप्त होता है तो यह यूनिट वेक्टर के अनुदिश है और के अनुदिश है तो यहहै यह B का एक्सेलरेशन है

तो अब हम एक्सेलरेशन प्राप्त करते हैं आइए हम बार BC के लिए विश्लेषण करते हैं इसे फिर से आरेखित करेंगे B का एक्सेलरेशनकिसी दिशा में है C उस स्लाइडर में होता है तो बार BC 4 3 5 त्रिभुज पर है स्लाइडर C एक ग्रूव पर मूव करने के लिए बाधित है जो 4 3 5 त्रिकोण प्लस 4 प्लस 3 5 त्रिकोण पर है जैसा कि इस आरेख में दिखाया गया है यदि स्लाइडर बिंदु C ग्रूव में रहने के लिए बाधित है तो यह घटक नहीं हो सकता क्योंकि यह केवल एक सीधी रेखा पर मूव कर रहा है क्योंकि ग्रूव में कोई लोकल कर्वेचर नहीं होता है केवल संभावना यह है कि C का एक्सेलरेशन भी ग्रूव के साथ संरेखीय है इसलिए इसमें ग्रूव के लंबवत एक्सेलरेशन का घटक नहीं हो सकता है यदि ग्रूव में ही कर्वेचर है तो इस बात की संभावना है कि ग्रूव के लंबवत एक्सेलरेशन का घटक गैर शून्य हो सकता है लेकिन चूंकि ग्रूव सिर्फ एक सीधा ग्रूव हैस्लाइडर C एक सीधे ग्रूव पर मूव करने के लिए बाधित है जिसका अर्थ यह भी है कि एक्सेलरेशन केवल उस सीधे ग्रूव में अनुदिश है तो ये सभी जानकारी हमें ज्ञात हैं हमने के लिए हल निकाला है और इसका मैग्नीट्यूडहै और हम नहीं जानते किक्या है तोऔरहमारे दो नए अज्ञात चर हैं इसलिए हम रिलेटिव एक्सेलरेशन के उसी नियम का उपयोग करेंगे तो C का एक्सेलरेशन B के एक्सेलरेशन एवं B द्वारा देखे गए C के एक्सेलरेशन का योग हैएक बार फिरउस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर जिसके अनुदिश यह एक्सेलरेशन घटित होता है AB का एक्सेलरेशनहै B द्वारा देखे गए C के एक्सेलरेशन के दो भाग हैं तो वे B द्वारा देखे गए C के नार्मल घटक हैं और फिर C का एक टेंजेनशीयल घटक है जिसे कि B द्वारा देखा गया हैमैं इन दोनों को दर्शाने के लिए एक अलग रंग का उपयोग करूंगा तो ये इस एक्सेलरेशन के दो घटक हैं मैं उनमें से प्रत्येक को एक ही रंग में अलग अलग लिखूंगा प्लस यह भाग यहांहै मुख्य रूप से यह दिखा रहा है कि यह C से B तक आ रहा है तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूडहैयूनिट नार्मल वेक्टर इस तरह है जो निगेटिव x दिशा में जा रहा है लेकिन पॉजिटिव y दिशा में जा रहा है अतः यह यूनिट वेक्टरहै तो यह नार्मल वेक्टर है जो C से B की ओर जा रहा है जिस दिशा में सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन लागु होता है एक अन्य यूनिट वेक्टर के अनुदिश है जो इस 4 3 5 त्रिभुज के लंबवत जा रहा है इसका मैग्नीट्यूड यहहै हमें अभी तक यह ज्ञात नहीं है किक्या है लेकिन यूनिट वेक्टर 3 4 5 त्रिभुज पर है तो यह 3 4 5 होगा तो यह पॉजिटिव x दिशा और पॉजिटिव y दिशा दोनों में जा रहा है तो आइए हम एक सरलीकृत पद यहां लिखें तो फिर प्लसतोयहहो जाता है अगर मैं लिखता हूं तो यहहो जाता है तो हम उसी समस्या के साथ रह जाते हैं जैसी की वेलोसिटी में थी मेरे पास एक वेक्टर समीकरण है जिसमें औरशामिल हैं मैं तुलना कर सकता हूँ वास्तव में इसका अर्थ है कि मेरे पास दो स्केलर समीकरण हैं एकदिशा के लिए एकदिशा के लिए और उन दोनों समीकरणों में केवल दो अज्ञातऔरशामिल हैं घटकों की तुलना करते है तो पहलाहै तो मैं इसे थोड़ा सरलीकृत करूंगा अगर मैं हर जगह 10 से गुणा करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है मेरे पास दूसरा समीकरण है यहसे तुलना और यहसे तुलना से प्राप्त हुआ है

तो अगर मैं सभी को 5 से गुणा करता हूं तो यह हो जाता है तो मैं उन समीकरणों को लिखूंगा तो यदि आप इन दो समीकरणों को हल करते हैं तो आप पाएंगे कि औरहैं तो इससे प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान यह है कि आप मल्टीबॉडी सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए रिलेटिव मोशन के नियमों का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो यह एक उदाहरण है जहां अब हमारे पास 3 बॉडी हैं AB एक बार है यह एक रिजिड बार है BC एक और रिजिड बार है और स्लाइडर C का ग्रूव में होना एक बाधा है जो C पर एक स्थिति है तो यह स्लाइडर C के साथ 2 रिजिड बार है संभावित रूप से स्लाइडर भी एक तीसरी रिजिड बॉडी है लेकिन यह केवल लीनियर एक्सेलरेशन एवं लीनियर मोशन करने के लिए बाधित है तो आप इसे एक 3 रिजिड बॉडी सिस्टम के रूप में मान सकते है धन्यवाद